नमस्ते हमने पहले ही फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट पहलुओं समान रूप से महत्वपूर्ण हैं ताकि आपको लेखांकन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का समग्र रूप से पता हो और वे कॉर्पोरेट या व्यावसायिक दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं अबएक और विषय की चर्चा की जाती है जिसे कॉर्पओरेट गवर्नेंस है

कॉर्पोरेट कंपनियों या निगमों को संदर्भित करता है गवर्नेंस कंपनी के प्रबंधन या कंपनी के संचालन के लिए नियमों को संदर्भित करता है तो ये कंपनी के प्रबंधन के लिए मानदंड हैं यह कुछ स्पष्टीकरण हैं जैसे कि गवर्नेंस में विभिन्न तंत्र प्रक्रियाओं और संबंध हैं जिनके द्वारा कंपनी को नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है हम चाहते हैं कि कंपनी को ठीक से शासित किया जाना चाहिए ठीक से प्रबंधित किया जाना चाहिए ठीक से संचालित होना चाहिए तो विभिन्न प्रक्रियाएं बनती हैं अब गवर्नेंस हैं आप सभी जानते हैं कि कंपनी के मालिक शेयरधारक हैं लेकिन शेयरधारकों की संख्या बड़ी है वे हर जगह फैले हुए हैं वे एक जगह पर नहीं हैं निजी कंपनी के लिए शेयरधारकों की संख्या कम हो सकती है 2 3 4 5 10 लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी के लिए वहाँ शेयर धारकों की कमी नहीं है और वे विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं बड़ी कंपनियों के लिए विभिन्न शहरों में वे दुनिया भर में हैं इसलिए वे दिन प्रतिदिन के मामलों का प्रबंधन नहीं कर सकते इसलिए वे अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करते हैं जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो दिन प्रतिदिन का मैनेजमेंट या नियमित कामकाज कर रहे हैं जो कंपनी के कर्मचारी होंगे साथ ही अन्य कर्मचारी भी होंगे अब कंपनी पैसे के बिना काम नहीं कर सकती शेयरधारक एक स्रोत है लेकिन आप जानते हैं कि बैंकरों के रूप में संस्थानों के रूप में डिबेंचर धारकों के रूप में हैं वे भी स्टेकहोल्डर्स का अभिन्न अंग है अब यह क्यों आवश्यक है विभिन्न स्टेकहोल्डर्स की आवश्यकता है इसलिए कॉरपोरेट गवर्नेंस लाभान्वित हों और इस प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से कंपनी आगे बढ़ती रहे अब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस मुझे लगता है कि आप इन सभी शर्तों को समझते हैं ट्रांसपेरेंसी प्रणाली है दूसरी एकाउंटेबिलिटी अगला है ट्रस्टीशिप एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और आखिरी लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण एथिक्स तरीके से तो ये कॉर्पोरेट के आवश्यक सिद्धांत हैं अब हम पहले से ही इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं लेकिन अब आप इसे केवल एक आकृति के रूप में देख सकते हैं शेयर धारकों के रूप में जाना जाने वाला एक बड़ा निकाय है मैंने इसे लाल रंग में रखा है क्योंकि वे जोखिम में हैं उन्होंने पैसा लगा दिया है लेकिन उनका नियंत्रण नहीं है और आपके पास एक और निकाय है जिसे सीनियर मैनेजर कहा जाता है मैंने सामान्य शब्द रखा है इसमें बोर्ड और कई अन्य मैनेजर शामिल हैं जिनके पास कंपनी का दिन प्रतिदिन का नियंत्रण है इसलिए स्वामित्व और नियंत्रण अलग हो गया है संबंध स्वामित्व बनाम नियंत्रण नहीं होना चाहिए कि मैनेजर शेयर धारकों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं दोनों के लाभ के लिए उन्हें एक साथ जाना चाहिए इसलिए सीनियर मैनेजर प्रणाली होनी चाहिए अब ओनरशिप हो सकता है अब उनके पास कंट्रोलिंग हिस्सेदारी है वे सभी निर्णय लेने में सक्षम हैं छोटे शेयरधारकों की कमी नहीं है जो बिखरे हैं और जिनके पास कोई नियंत्रण नहीं है तो यह केवल शेयरधारक और मैनेजर के बीच संघर्ष नहीं है शेयरधारकों के बीच भी कई समूह हैं मेजर ग्रुप एक कंट्रोलिंग ओनर होता है यह अक्सर एक दीर्घकालिक मालिक होता है और उन्हें बहुत अधिक वित्तीय ताकत मिलती है अक्सर हम व्यापारिक समूहों के बारे में बात करते हैं उदाहरण के लिए एक बिड़ला समूह है एक टाटा समूह है एक रिलायंस समूह है अब इस समूह का मतलब है कि उनकी कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी नियंत्रित है और फिर बहुत से अन्य शेयरधारक हैं जिनके पास हिस्सेदारी नियंत्रित नहीं है अन्य शेयरधारकों के भीतर भी कुछ समय के लिए स्ट्रेटेजिक शेयरधारक होते हैं जिनके पास 5 प्रतिशत 10 प्रतिशत 15 प्रतिशत शेयर होते हैं जैसे वित्तीय संस्थान या विदेशी संस्थागत निवेशक शामिल हो सकते हैं इसलिए वे भी पूर्ण नियंत्रण नहीं लेकिन आंशिक नियंत्रण कर रहे हैं अब अक्सर कंट्रोलिंग और छोटे शेयरधारकों के बीच हितों के टकराव से कुछ निवेशक सुरक्षा मुद्दों को जन्म देते हैं क्योंकि नियामक सरकार भारत में आप जानते हैं कि एक नियामक है जिसे सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं अब इसे कैसे अंजाम दिया जाता है तो आप जानते हैं कि मालिक शेयरधारक हैं उनके क्या अधिकार हैं सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्हें मतदान का अधिकार मिला है उन्हें कंपनी के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ताजा मुद्दा बनाने के लिए सही मुद्दे के साथ आने के लिए या एक बहुत बड़ा ऋण लेने के लिए इसलिए किसी भी मामले में शेयरधारकों की मंजूरी के लिए सामान्य बैठक में जाने की आवश्यकता होती है जहां शेयरधारकों को मतदान का अधिकार लेना है तो ये शेयरधारकों के मुख्य अधिकार हैं बेशक कई बार ये कागज पर होते हैं क्योंकि शेयरधारकों की कमी नहीं होती है लेकिन उनके पास वास्तव में आने और अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए समय और पैसा नहीं होता है इसलिए अक्सर अधिकार कंट्रोलिंग शेयरधारक समूहों के हाथ में होता हैं लेकिन किसी भी मामले में एक शेयरधारक के रूप में एक बॉडी के रूप में उनके पास ये अधिकार होते हैं अगला नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समूहों के हैं उदाहरण के लिए मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को जानते हैं अब रिलायंस में प्रोमोटर ग्रुप कौन हैं प्रोमोटर समूह मुकेश अंबानी समूह है क्योंकि मुकेश अंबानी और परिवार के पास कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी है और मुकेश अंबानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इसलिए ये चार्टेड एकाउंटेंट या कास्ट एकाउंटेंट या वकील या प्रोफेसर जैसे प्रोफेशनल हैं जिन्हें कई बार बोर्ड में आमंत्रित किया जाता है उन्हें मालिक परिवार से नहीं होना चाहिए लेकिन रणनीति के बारे में स्वतंत्र दृष्टिकोण देने के लिए बोर्ड में सीट होती है इन लोगों को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी आचरण के मानक को बनाए रखने वाले हैं इसलिए अगर कंपनी में कुछ गलत हो रहा है तो बोर्ड की यह सीट वे बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर की बैठक में भाग ले रहे हैं इसलिए वे प्रमुख निर्णय लेने में सक्षम हैं और उन्हें कुछ जांच करनी चाहिए कि कंपनी कैसे काम कर रही है कम से कम उन्हें यह देखना चाहिए कि गलत चीजें न हों यह इंडिपैंडेंट डायरेक्टर से अपेक्षित है तो यह प्रमुख संरचना है अब यहाँ चित्रमय रूप में इसलिए आप यहां उन शेयरधारकों को देख सकते हैं जिन्हें वे बोर्ड नियुक्त करते हैं बोर्ड इंटर्न कंपनी के नियमित संचालन के लिए सीनियर मैनेजर की नियुक्ति करते हैं सीनियर मैनेजर इंटर्न कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं इसलिए यह ऑपरेशन के अनुसार है अब यह जाँचने के लिए कि आपको पता है कि ऑडिटर्स स्वतंत्र पेशेवर हैं जो कंपनी के फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रमाणित करते हैं भारत में चार्टर एकाउंटेंटको देंगये इसलिए ऑडिट कमेटीडायरेक्टर पर निगरानी कार्य करने के लिए होते हैं इसलिए एग्जीक्यूटिवडायरेक्टर की एक श्रेणी होगी तो उस के माध्यम से जाओ विभिन्न प्रकार के डायरेक्टर को देखें अब संरचना में आगे हम पहले से ही जानते हैं कि एक बोर्ड है जो कुछ प्रमुख गवर्नेंस है और वार्षिक शेयरधारकों की बैठक है इसलिए शेयरधारक हर बार नहीं मिल सकते हैं वे साल में केवल एक बार मिलते हैं और यहीं पर वे बोर्ड के संचालन की समीक्षा करते हैं अब कॉरपोरेट गवर्नेंस डायरेक्टर्स की जरूरत होती है अब महिला डायरेक्टर्स होने की भी आवश्यकता है इसलिए सभी बोर्ड लंबे समय तक जहां सभी पुरुष हावी थे अब अधिक से अधिक महिलाओं को बोर्ड में शामिल किया जा रहा है कर्मचारी प्रतिनिधियों या कुछ और समूहों के प्रतिनिधियों की डाइवर्सिटी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रमुख होता है अब वही व्यक्ति चेयरपर्सन और सीईओ हो सकता है जैसे रिलायंस के मामले में मुकेश अंबानी चेयरमैन हैं वैसे ही वह कंपनी के सीईओ भी हैं कुछ समूहों ने एक ऐसा कार्य किया है जिसमें चेयरपर्सन गतिविधियों को देखने के लिए हैंऔर सीईओ दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए है उदाहरण के लिए अधिकांश बैंक चेयरमैन अलग हैं सीईओ अलग हैं टाटा समूह में आप जानते हैं कि रतन टाटा सभी टाटा समूह की कंपनियों के चेयरमैन हैं लेकिन वह किसी भी कंपनी के सीईओ नहीं हैं वहाँ पेशेवर सीईओ हैं आजकल कुछ कंपनियों जैसे कि TCS यहां तक कि चेयरमैन भी टाटा परिवार से नहीं हैं लेकिन 2 अलग अलग व्यक्ति चेयरमैन और सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं इस अलगाव के कुछ फायदे हैं हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि ये कुछ मुद्दे हैं इसके बाद ऑडिट कमेटी कोई मतदान का अधिकार नहीं होता है सीएफ़ओ की स्वतंत्रता भी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए यहां हमें ऑडिटर मिले हैं जो तकनीकी रूप से शेयरधारकों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन अगर ऑडिटर बोर्ड की सभी बातों को सुनते हैं तो स्वतंत्रता खो जाती है इसलिए कुछ सिद्धांतों को लाया गया है जैसे ऑडिटर कंपनी को अन्य सेवाएं प्रदान नहीं कर सकते तो वह ऑडिटर स्वतंत्र है एक ही ऑडिटर अगर इतने सालों तक ऑडिट करता है तो वे बहुत ज्यादा परिचित हो जाते हैं तो आपको ऑडिटर्स के रोटेशन की आवश्यकता है इसलिए विभिन्न सिद्धांतों की तरह कॉरपोरेट गवर्नेंस के रूप में जाना जाता है अब अगर कंपनी ठीक से नहीं कर रही है अब वोटिंग शेयरों के लिए एक बाजार है और यह अंतिम नियंत्रण देता है तो क्या होगा अगर कंपनी ट्रांसफर रन नहीं है अगर धोखाधड़ी होती है अगर अनुचित गवर्नेंस है यह संदेश शेयर बाजार में जाता है और शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों की मांग गिर सकती है तो कंपनी की कीमत गिर सकती है यह डायरेक्टर्स पर कुछ जाँच लाता है यह संभव है यदि आपको एक सक्रिय सेकंडरी बाजार मिला है तो कुछ जांच होगी क्योंकि यह मैनेजर्स को आलसी बनने या स्वार्थी या अनैतिक प्रथाओं का पीछा करने से रोकेगा क्योंकि उनके शेयर की कीमतें गिर जाएंगी लेकिन केवल यही नहीं हैं इसके अलावा अगर शेयर की कीमत बहुत अधिक गिर जाती है तो अन्य समूह उस कंपनी को संभालने की कोशिश करेंगे जो मेर्गेर्स का एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली तंत्र है इसलिए हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस उस के महत्वपूर्ण सिद्धांत और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की संरचना क्या है को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है आशा है कि आप समझ गए होंगे और हम यहाँ रुकेंगे